छात्र सर तो यह मेरी प्रस्तुति का अंत है प्रोफेसर वाह क्यूरियो बहुत प्रभावशाली प्रस्तुति थी मुझे कहना पड़ेगा कि आपकी पहली प्रस्तुति के सापेक्ष ये प्रस्तुति आपका प्रबल परिश्रम दर्शाती है हम वास्तव में आपके काम और आपके द्वारा किए गए प्रोजेक्ट से प्रभावित हैं और जो विधि आपने लागू की है वह एकदम सही है यह वास्तव में एक प्रभावशाली प्रस्तुति थी असल मे मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी खबर है आप इस कॉल के समाप्त होने जाने के बाद अपने ईमेल की जाँच कर सकते हैं हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी से एक पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप मे जुड़े और इसी के लिए हमने आपको एक प्रस्ताव पत्र भेजा है आपको बधाई हो छात्र थैंक्यू सर ऑफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर तो अब आपसे मेरे ऑफिस में मुलाक़ात होगी छात्र हाँ सर धन्यवाद प्रोफेसर अलविदा छात्र बाय सर